इस कक्षा में हम बहु मापदण्ड प्रतिबल और विस्थापन क्षेत्र समीकरणों को देखेंगे वास्तव में दो लेक्चर से पहले हमने मोड 1 स्थिति के लिए सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों पर चर्चा की थी और अंतिम लेक्चर में हमने विलियम के आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण को लिया था वेस्टरगार्ड के दृष्टिकोण के मामले में इसने जटिल वेरिएबल का उपयोग किया जबकि विलियम्सWilliam's द्वारा आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण ने रियल फ़ंक्शन का उपयोग किया और विलियम्सWilliam's ने क्या माना उसने एक वैज मानी और उन्होंने उल्लेख किया कि प्रतिबल फंक्शन फाई लिया जा सकता है r पावर लैम्ब्डा प्लस 1 गुणा f थीटा और हमने क्या किया हमने दरार फेसेस पर सीमा स्थिति लागू की दरार फेसेस मुक्त हैं यह सीमा की स्थितियों से दर्शाया गया है कि टाऊ r थीटा 0 के बराबर है और सिग्मा थीटा 0 के बराबर हैं जब थीटा बराबर है प्लस या माइनस अल्फा के अल्फा के फाई होने पर समस्या दरार की समस्या बन जाती है और आपको एक और पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए देखें जब आप इंगलिसInglis' के समाधान को देखते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने प्रतिबल पट्टी में एक अण्डाकार छेद की समस्या को हल किया उनका ध्यान केवल अण्डाकार छेद पर था सीमित मामले में वह समझ रहे थे कि उनके विश्लेषण से एक दरार और अधिक खतरनाक कैसे होगी इसी तरह से विलियम्सWilliam's ने जो किया उन्होंने वास्तव में एक वैज ले ली अल्फा के मान को बदलकर आप विभिन्न प्रकार के वैज कोणों के लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जब आप अल्फा को फाई के बराबर बनाते हैं तो यह दरार बन जाता है इसलिए दोनों में कुछ समानता थी सीमित मामले में वे एक दरार की समस्या पर विचार करते हैं और दरार फेसेस कैसे हैं दरार फेसेस मुक्त हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है जब आप विलियम के आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण को देखते हैं हम अगले अध्याय में देखेंगे कि वेस्टरगार्ड के सामान्यीकृत प्रतिबल फ़ंक्शन दृष्टिकोण लोडेड दरार फेसेस को समायोजित कर सकते हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं एक इंजीनियरिंग विश्लेषण से आपको यह पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है कि एक रिवेटेड छिद्र के मामले में क्या होता है तो वहाँ बैठे दरार फेसेस पर रिवेट एक बल लगाएगा तो वेस्टरगार्ड के प्रतिबल फ़ंक्शन दृष्टिकोण के फायदों में से एक लोडेड दरार वाले फेसेस का अध्ययन भी कर सकते है अब हम विलियम के आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण के साथ जारी रखेंगे हमने देखा था कि प्रतिबल फंक्शन फॉर्म क्या है और हमने देखा है कि सीमा की स्थिति क्या है अनंत पर क्या होता है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम केवल यह कह रहे हैं कि दरार फेसेस मुक्त हैं अनन्तता पर आप केवल कहते हैं आपके पास भार स्थिति में आसानी से भिन्नता है और आप जानते हैं कि हमने एक लंबी चर्चा की थी और तब अंततः प्राप्त किया कि आइजन मान क्या हैं आइजन मानों को धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए हमने इसके लिए तर्क पर भी गौर किया है फिर हमने यह भी टिप्पणी की चार गुणांक के बीच अंतर्संबंधों पर C3 और C1 और C4 और C2 के बीच अंतर्संबंध है William's Singular Solution and Six term Solution of stress Function विलियम का विलक्षण समाधान और प्रतिबल के छठे पद का हल हमने इसे 1 3 5 और इसी तरह n के लिए देखा है हमने इसे 2 4 6 के बराबर n के लिए भी देखा है इसलिए अब हम पूरी तरह से प्रतिबल फंक्शन लिखने के लिए तैयार हैं पिछली कक्षा में हमने जो भी अभ्यास किया उससे हमें यह लिखने में मदद मिली कि इस समस्या के वर्ग के लिए प्रतिबल फंक्शन क्या है और प्रतिबल फंक्शन इस तरह से होता है ध्यान दें इस कक्षा में आपको लंबे अभिव्यक्ति लिखने हैं कोई और रास्ता नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं इसे आपके लिए भी पढ़ूंगा प्रतिबल फ़ंक्शन फाई में 2 समेशन श्रृंखला है एक श्रृंखला जब n 1 3 5 विषम संख्याओं के बराबर होती है एक और श्रृंखला जब n संख्या 2 4 6 वगैरह हैं और पहली सीरीज़ इस तरह है r घात 1 प्लस n2 से गुणा C 1 n कॉस माइनस 22 थीटा माइनस n माइनस 2n प्लस 2 कॉस n प्लस 22 थीटा प्लस C 2 n गुणा साइन n माइनस 22 थीटा माइनस साइन n प्लस 22 थीटा और 2 4 6 वगैरह के बराबर n के लिए दूसरी सीरीज़ आपके पास r घात 1 प्लस n2 गुणा C 1 n कॉस n माइनस 22 थीटा माइनस कॉस n प्लस 22 थीटा है वास्तव में पढ़ते समय मैं कोष्ठक नहीं पढ़ रहा हूं स्लाइड में आकृति को देखकर आपके लिए यह संभव है कि आप कोष्ठक को जोड़ दें साथ ही C 2 n साइन n माइनस 22 थीटा माइनस n माइनस 2n प्लस 2 साइन n प्लस 22 थीटा और आपके पास क्या है जब आपके पास इस रूप में एक प्रतिबल फ़ंक्शन है आपके पास एक सममित और साथ ही एक एंटी सममित भाग है इसे हम वेस्टरगार्ड प्रतिबल फ़ंक्शन दृष्टिकोण में नहीं देखा था हमने मोड I समस्या को अलग से हल किया हमने मोड II समस्या को अलग से हल किया और जो आप यहां पाते हैं आपको प्रतिबल फ़ंक्शन एक श्रृंखला के रूप में मिलता है जो अवलोकन नंबर एक है अवलोकन संख्या दो है आपके पास कोसाइन के साथ साथ साइन की टर्म्स भी हैं मैं C 1n में शामिल सभी कोसाइन टर्म्स को एक में समूह कर सकता हूं यह सममित है और यह मेरे द्वारा भार किए गए मोड के लिए प्रतिबल फ़ंक्शन है और आपके पास एक एंटी सममित हिस्सा है आपके पास एक साइन फ़ंक्शन है जो भी 2 n से जुड़े टर्म्स मोड II से संबंधित दरार समस्याओं को संबोधित करेंगे तो एक बार में आपको विलियम आइगेन फ़ंक्शन दृष्टिकोण के मामले में मोड I के साथ साथ मोड II के लिए भी समाधान मिलता है यह अवलोकन संख्या दो है और हम एक और अवलोकन करेंगे देखें यदि आप मोड 1 भार में दूसरा टर्म देखते हैं तो यह n बराबर 2 है यदि आप इस अभिव्यक्ति को लिखते हैं तो मेरे पास यह r 1 वर्ग C 1 2 कॉस 0 होगा ताकि यह 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाए तो यह प्रतिबल फ़ंक्शन का दूसरा टर्म होगा ध्यान दीजिये आप प्रतिबल फ़ंक्शन देख रहे हैं और हमने कुछ चर्चा भी की है कि प्रतिबल फ़ंक्शन के रूप क्या हैं इसलिए यदि आप इस प्रतिबल फ़ंक्शन के रूप को देखते हैं तो r वर्ग गुणा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है यह वास्तव में x दिशा में एक एक अक्षीय प्रतिबल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है विलियम्सWilliam's द्वारा भी देखा गया जब उन्होंने 1957 में इसके समाधान की सूचना दी आप जानते हैं अगर उन्होंने कहा था जब आप दरार की समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं तो मॉडलिंग के लिए श्रृंखला में अधिक से अधिक शब्द लें लोग उनके समाधान को अलग तरह से देखते थे और इसका अलग अलग तरह से उपयोग भी करते थे लेकिन उन्होंने जो कहा था मान लीजिए कि आपके पास एक एक अक्षीय भार स्थिति है जब ऊर्ध्वाधर किनारा मुक्त होता है तो उन्होंने टिप्पणी की कि कांस्टेंट C 1 2 को सीमा स्थिति को संतुष्ट करने के लिए 0 बन जाना चाहिए जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है अगर उन्होंने वह बयान नहीं दिया होतालोगों को तब श्रृंखला में दूसरे टर्म की भूमिका का एहसास हुआ होता सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वह बयान दिया था और लोग दरार नोक पर क्या होता है इस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे वे केवल विलक्षण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे किस तरह अब आपको देखना होगा जब मेरे पास किसी भी समस्या के लिए श्रृंखला के रूप में एक प्रतिबल फंक्शन होता है तो इस तरह की स्थिति के आधार पर आपको गुणांक का मूल्यांकन करना पड़ सकता है जैसा कि आप कई गुणांक ले लेते हैं ताकि दूर क्षेत्र सीमा शर्त को संतुष्ट कर सके जब आपके पास एक स्वतंत्र किनारा होता है तो यह न केवल C 1 2 को 0 पर जाना चाहिए कई गुणांक के संयोजन उस सीमा की स्थिति को संतुष्ट कर सकते हैं इस तरह किसी भी सामान्य समाधान को देखना होगा सिर्फ इसलिए कि लोगों ने एक प्रतिबल पट्टी में गोल छेद देखा एक प्रतिबल पट्टी में अण्डाकार छेद दरार की समस्याओं के लिए भी वे अनियंत्रित भार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जबकि वेस्टरगार्ड समाधान में बुनियादी दृष्टिकोण द्विअक्षीय प्रतिबल क्षेत्र पर था यह असमान प्रतिबल क्षेत्र के लिए नहीं है लेकिन यह सब देखने के बाद हमारी अपनी समझ है कि जब आप कहते हैं z नॉट 0 के बहुत करीब है दरार की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है आप अनिवार्य रूप से दरार नोक के बहुत करीब एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वास्तव में क्या होता है यह केवल दरार फेसेस विस्थापन है जो फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में महत्वपूर्ण है चाहे वह ओपनिंग मोड हो समतल शीयर मोड में या फिर शीयर समतल मोड से बाहर आपको केवल दरार फेस विस्थापन को देखना होगा फार फील्ड भार गौण है ReferSlideTime1113 Refer SlideTime1129 तो एक बार जब आप एक बहु मापदण्ड समाधान निकाल लेते हैं तो अब से हमें यह कहना होगा कि आपकी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए कई परिस्थितियां अपनाई जाएंगी एक बार जब आप जानते हैं तो देखें अगला कदम क्या है आप आसानी से प्रतिबल क्षेत्र का पता लगा सकते हैं और ध्रुवीय निर्देशांकों के मामले में जब आपको फाई ज्ञात हो जाता है सिग्मा r r को 1r गुणे डाऊ फाईडाऊ r प्लस 1r वर्ग गुणे डाऊ वर्ग फाईडाऊ थीटा वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है और सिग्मा थीटा थीटा को डाऊ स्क्वॉयर फाईडाऊ r वर्ग के बराबर और टाऊ r थीटा बराबर माइनस डाऊडाऊ r 1r डाऊ फाई डाऊ थीटा वास्तव में मैं चाहूंगा कि आप कम से कम सिग्मा थीटा को आज़माएं आपके पास फ़ंक्शन है आप पहले टर्म लेने के लिए कई शर्तें नहीं लेते हैं और आप केवल C 11 के बारे में चिंता करेंगे आपके पास एयरी Airy's का प्रतिबल फ़ंक्शन दिया गया है C 11 के लिए आप सिग्मा थीटा का पता लगाते हैं यह पता लगाने के लिए सबसे सरल है और इस मामले में हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं आप ध्रुवीय घटक प्राप्त करने जा रहे हैं आप वास्तव में सिग्मा r सिग्मा थीटा टाऊ r थीटा को देख रहे हैं और उन्हें और थीटा निर्देशांक के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाएगा तो अभिव्यक्ति वेस्टरगार्ड समाधान में आपने जो देखी थी उससे अलग होनी चाहिए इसलिए गलत निष्कर्ष पर नहीं आया मेरे पास प्रतिबल क्षेत्र के लिए अभिव्यक्ति है वे वेस्टरगार्ड से अलग हैं उन्हें अलग होना होगा क्योंकि यहाँ आप सिग्मा r सिग्मा थीटा और टाऊ r थीटा को देख रहे हैं जब आप इसे कार्टेशियन निर्देशांक में बदलते हैं तो समाधान समान होगा क्योंकि यह फिर से है मैं इसे जोर दे रहा हूं वेस्टरगार्ड समाधान के मामले में जब मेरे पास r और थीटा के रूप में व्यक्त कार्टेशियन प्रतिबल घटक हैं इसलिए कृपया इसे पूरा करें तो इस तरह से यह आपको कक्षा का पालन करने में मदद करेगा और हम क्या करेंगे हम विलक्षण समाधान के साथ साथ बहु मापदण्ड समाधान देखेंगे आपको इसे पूरा करना होगा वैसे भी जो लोग पहले से ही ऐसा कर चुके हैं उनके लाभ के लिए हम ध्रुवीय समन्वय में बहुत निकट नोक प्रतिबल क्षेत्र समीकरण प्राप्त करते हैं और मैंने एक फैशन में अभिव्यक्ति भी लिखी है कि मेरे पास एक शब्द है मैंने डाल दिया है साथ ही मैंने कुछ डॉट्स भी डाले हैं यह इंगित करता है कि आपके पास उच्च आर्डर टर्म्स हैं और आपके पास सिग्मा r सिग्मा थीटा टाऊ r थीटा है सामान्य कारक जिसे बाहर निकाल दिया जाता है K I को 4 रूट 2 पाई r से विभाजित किया जाता है और आपके पास थीटा का एक फंक्शन है सिग्मा r के लिए 5 कॉस थीटा2 माइनस कॉस 3 थीटा2 फंक्शन है और सिग्मा थीटा के लिए यह कॉस थीटा2 प्लस कॉस 3 थीटा2 है और आपके पास साइन थीटा2 प्लस साइन 3 थीटा2 है टाऊ r थीटा के लिए देखें हमने वेस्टरगार्ड के विलक्षण समाधान को देखने के बाद कुछ अवलोकन किए थे हमने प्रतिबल क्षेत्र को देखा है हमने यह भी देखा है कि सिग्मा x और सिग्मा y कैसे भिन्न होते हैं और क्या है कि हमने दरार नोक पर ध्यान दिया है हमने दरार नोक पर ध्यान दिया सिग्मा x सिग्मा y के बराबर है और आपके पास दरार नोक पर एक शियर प्रतिबल नहीं है यह 0 है इसलिए सिग्मा x और सिग्मा y प्रमुख प्रतिबल हैं इसलिए जब दो मात्राएँ समान होती हैं तो प्रत्येक दिशा एक प्रिन्सिपल प्रतिबल दिशा होती है तो इसका मतलब क्या है दरार नोक पर आपको सिग्मा r और सिग्मा थीटा किस तरह से होना चाहिए उन्हें भी बराबर होना पड़ेगा क्या हम इसे समान मान रहे हैं हम समाधान पर एक नजर डालेंगे तो दरार नोक पर आप थीटा को 0 के बराबर कहेंगे इसलिए जब मैं थीटा को 0 के बराबर कहता हूं तो मेरे पास 5 माइनस 1 है तो यह 4 है और यह 3 प्लस 1 होगा इसलिए यह भी 4 है और आपका टाऊ r थीटा 0 होने जा रहा है तो अब आप पाते हैं कि प्रिंसिपल प्रतिबल बराबर हैं और यह किस तरह का प्रतिबल क्षेत्र है विशेष रूप से जब आप एक समतल प्रतिबल की स्थिति को देख रहे हैं जो कि वस्तु के लिए आंतरिक है तो आपके पास सिग्मा z घटक भी होगा और लोगों ने जो नोट किया है वह आपके पास त्रि अक्षीय भार स्थिति है और आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का भार है ठोस यांत्रिकी की आपकी समझ से आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रकार की भार होने पर क्या मिलता है आपके पास प्लास्टिक का प्रवाह नहीं है इसलिए सामग्री को कुछ अन्य प्रकार की विफलता तंत्र का पालन करना पड़ता है यही कारण है कि विलियम्स ने भी अपने परिणामों पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार ठहराया चूँकि आपके पास दरार नोक के पास हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का भार है इसलिए इसे देखते हुए प्लास्टिक के प्रवाह की संभावना नहीं हो सकती है दरार से सामग्री विफल हो जाती है यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है कि आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का भार है प्रतिबल बराबर हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है और बाद में हम उस पर भी गौर करेंगे जिसे ट्राई एक्सियल बाधा के रूप में जाना जाता है तो वह सब हम देखेंगे तो यह प्रतिबल क्षेत्र निर्दोष नहीं है तो आप पाते हैं कि जब 0 पर जाता है तो प्रतिबल विलक्षण हो जाता है और यही हमने मोड I स्थिति के लिए प्राप्त किया है इसी तरह की तर्ज पर आप मोड II के लिए प्रतिबल क्षेत्र भी प्राप्त कर सकते हैं और मोड II यह इस तरह है इसलिए मेरे पास सिग्मा r सिग्मा थीटा और टाऊ r थीटा है जिसे K II के रूप में दिया गया है जिसे 4 रूट 2 पाई द्वारा विभाजित किया गया है गुना किया गया है माइनस 5 साइन थीटा2 से ये सिग्मा r के लिए है और सिग्मा थीटा के लिए फंक्शन है माइनस 3 साइन थीटा2 माइनस साइन 3 थीटा2 से और आपके पास टाऊ r थीटा के लिए कॉस थीटा 2 प्लस 3 कॉस 3 थीटाबटे 2 है यहां तक कि इसे लिखते समय मैं इसे इस तरह से लिखता हूं कि आपके पास उच्च पद हैं देखें जब आप विलियम्स फ़ंक्शन के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं तो उच्च क्रम की शर्तें स्पष्ट होती हैं जब आप विलियम के आइजेन फ़ंक्शन को करते हैं तो प्रतिबल फ़ंक्शन एक श्रृंखला के रूप में होता है और आपको श्रृंखला में कई टर्म मिलते हैं आप केवल पहले टर्म को देख रहे हैं जो विलक्षण टर्म है और अगर आप वास्तव में प्रयोगात्मक साहित्य को देखते हैं जब लोगों ने कास्टिक की विधि का उपयोग किया है तो उन्होंने सीधे ध्रुवीय समन्वय में प्रतिबल क्षेत्र को ले लिया है जब आप जाते हैं और कास्टिक पर किसी भी पेपर को देखते हैं तो इन समीकरणों को संभालने के लिए सुविधाजनक पाया गया अब हम क्या करेंगे हम पहले टर्म पर नहीं रुकेंगे हमें एक बहु मापदण्ड समाधान दिखाई देगा हम कई टर्म नहीं देखेंगे हम देखेंगे छ टर्म समाधान तुम जानते हो अक्षर बहुत छोटे हैं अगर मैं आवर्धन करता हूं तो भी मैं क्या करूंगा आप प्रतिबल क्षेत्र का पूरा सेट देखने में सक्षम नहीं हो सकते तो मैं उन्हें पढ़ता और मेरी पढ़ने की गति और आपकी लेखन गति मेल खाना चाहिए अगर कोई सुधार हो तो कृपया मुझे इसे धीमी गति से चलने की सलाह दें और आप जानते हैं ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका कारण आपको किताबों में नहीं मिलेगा तो पाठ्यक्रम के अंत में आपके पास महत्वपूर्ण परिणामों का समृद्ध संग्रह होना चाहिए इसलिए आप मेरे साथ लिखना शुरू करें सिग्मा r के लिए मेरे पास छह पद हैं और यह शुरू होता है पहले पद पर है r पॉवर माइनस आधा से गुणा करके c11 से और आपके पास टर्म्स का एक सेट है 54 कॉस थीटा2 माइनस 14 कॉस 3 थीटा2 प्लस 4 c12 कॉस वर्ग थीटा प्लस r पॉवर आधा 3 c13 गुणा 34 कॉस थीटा2 प्लस 14 कॉस 5 थीटा2 प्लस 2 r c14 से गुणा करके कॉस थीटा और 3 कॉस 3 थीटा से गुणा करें प्लस r पावर 32 c15 से 54 कॉस 3 थीटा गुणा 2 प्लस 15 गुणा 4 कॉस 7 थीटा2 प्लस r वर्ग c16 गुणा 12 कॉस 4 थीटा तो आपके पास यहां क्या है दूसरे टर्म को देखें दूसरा शब्द सिग्मा r में एक निरंतर शब्द है तो आपके पास यह अतिरिक्त पद है जो पहले गलत समझा गया था और आपको इसे ध्यान में रखना होगा और आपके पास सिग्मा थीटा के लिए अभिव्यक्ति है जो कि r पॉवर माइनस आधा 34 c11 कॉस थीटा2 प्लस 13 कॉस 3 थीटा2 से दूसरा टर्म 4 c12 साइन वर्ग थीटा प्लस r पॉवर आधा 154 c13 गुणा कॉस थीटा2 माइनस 15 कॉस 5 थीटा2 अगला टर्म 6 r c14 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा प्लस 354 r पावर 32 c15 से गुणा करके कॉस 3 थीटा2 माइनस 37 कॉस 7 थीटा2 प्लस 12 r वर्ग c16 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा द्वारा तो यह सिग्मा थीटा के लिए है तब आप टाऊ r थीटा के लिए जाते हैं टाऊ r थीटा है r पावर माइनस आधा गुणा 12 c11 गुणा 12 साइन थीटा2 प्लस 12 साइन 3 थीटा2 माइनस 2 c12 साइन 2 थीटा प्लस r पॉवर आधा 32 c13 गुणा 12 साइन थीटा2 माइनस आधा साइन फाई थीटा2 प्लस 2 r c14 साइन थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा प्लस r पावर 32 52 से गुणा c15 जो गुणा होगा 32 साइन 3 थीटा2 माइनस 32 साइन 7 थीटा2 से और अंतिम टर्म है 3 r वर्ग c16 2 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा आप जानते हैं अभिव्यक्ति बहुत लंबे हैं यह 6 अवधि का समाधान किसके लिए है यह मोड I भार के लिए है क्योंकि विलियम्स आपको मोड I के साथ साथ मोड II भी देता है इसलिए मैं मोड II के लिए अभिव्यक्ति का एक और सेट देने जा रहा हूं मैं आपको क्यों लिखवाना चाहता हूं हम एक और सुरुचिपूर्ण प्रतिनिधित्व देखेंगे आप सराहना करेंगे कि प्रतिनिधित्व सुरुचिपूर्ण है केवल जब हम इस जटिल अभिव्यक्ति को लिखते हैं ताकि व्यायाम भी आपको ऐसा करने में मदद करे इसलिए अब मेरे पास मोड II है सभी मोड II टर्म्स के लिए आपके पास शुरू में c2 के रूप में गुणांक है तो सिग्मा r के लिए यह माइनस r पॉवर माइनस 12 गुणा c21 से 54 साइन थीटा2 माइनस 34 साइन 3 थीटा2 प्लस r पॉवर आधा 3 c23 गुणा 34 साइन थीटा2 प्लस 54 साइन 5 थीटा2 से ध्यान रहे यहां दूसरा टर्म शून्य है मैंने पहले ही उल्लेख किया था यहां तक कि सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समीकरणों के मामले में मोड II के लिए विलक्षण समाधान यथोचित रूप से देखे गए फ्रिंज के साथ मेल खाता है दूसरे टर्म की भूमिका प्रभावित नहीं हुई और मैंने उल्लेख किया कि दूसरा टर्म 0 है यहां तक कि जब आप मोड II के लिए एक श्रृंखला समाधान पर विचार करते हैं सिग्मा x प्रतिबल घटक दूसरा टर्म 0 है ध्रुवीय घटकों में एक समान चीज भी देखी जाती है यहां आपको बहुत सावधान रहना होगा आपको ध्रुवीय को बदलना होगा जो भी ध्रुवीय घटक कार्टेसियन घटकों के लिए और आपके पास तीसरा टर्म है 2 r C24 साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस r पावर 32 C25 54 साइन 3 थीटा2 प्लस 354 साइन 7 थीटा2 प्लस r वर्ग c26 6 साइन 4 थीटा और सिग्मा थीटा के लिए आपके पास यह माइनस r पावर माइनस आधा से गुणा 34 c21 साइन थीटा2 प्लस साइन 3 थीटा2 प्लस r पावर आधा 154 c23 साइन थीटा2 माइनस साइन 5 थीटा2 प्लस 6 r c24 साइन थीटा माइनस 13 साइन 3 थीटा प्लस 354 r पॉवर 32 c25 साइन 3 थीटा2 माइनस साइन 7 थीटा2 से और अंतिम टर्म प्लस 12 r स्क्वैयर साइन 5 थीटा माइनस आधा साइन 5 थीटा और आपके पास शीयर प्रतिबल टर्म है r पावर माइनस आधा 12 c21 गुणा 12 कॉस थीटा2 प्लस 32 कॉस 3 थीटा2 माइनस r पावर आधा 32 c23 गुणा 12 कॉस थीटा2 माइनस 52 कॉस 5 थीटा2 से और मेरा यह अगला टर्म माइनस 2 r c24 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा माइनस r पावर 32 52 c23 गुणा 32 कॉस 3 थीटा2 माइनस 72 कॉस 7 थीटा2 और अंतिम टर्म है माइनस 3 r वर्ग c26 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस 4 थीटा है तो अब आप के पास विलियम्स आइगेन फंक्शन दृष्टिकोण द्वारा दिए गए ध्रुवीय समन्वय के छह टर्म समाधान है तुम्हें पता है यह बहुत ही बेढंगा है तुम्हें पता है अगर आपके पास इस तरह का रूप है तो समाधान लोकप्रिय नहीं होगा आप जानते हैं एटलुरी और कोबायाशी ने बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सभी बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों का सरलीकरण और प्रतिनिधित्व किया हम जल्द ही उस समाधान को देखेंगे इससे पहले कि हम उस पर जाएं हम यह भी देखें कि सामान्यीकृत मोड II वेस्टरगार्ड प्रतिबल फ़ंक्शन के लिए किस प्रकार का प्रतिबल कार्य है जिसे हमें देखना है Airy's Stress Function for Generalised Westergaard Solution for Mode II मोड II के लिए सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड समाधान के लिए एयरी Airy's प्रतिबल फंक्शन हमने केवल मोड I स्थिति के लिए ध्यान दिया है हमने यह नहीं देखा है कि मोड II के मामले में एयरी Airy's का प्रतिबल फंक्शन कैसे बदलता है उस पर हम नजर डालेंगे मैं आपको केवल प्रतिबल function और प्रतिबल फील्ड देने जा रहा हूं मैं गणितीय विवरण में नहीं जाऊँगा और इस प्रकार एरी का प्रतिबल फंक्शन YII डबल बार के काल्पनिक भाग का रूप लेता है चूंकि हम मोड II पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैंने एक सबस्क्रिप्ट II रखा है जब हमने मोड I स्थिति पर चर्चा की तो हमने बस Z और Y दी हमने वहां सबस्क्रिप्ट नहीं दिया चूँकि हम विशेष रूप से मोड II स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ सबस्क्रिप्ट II लगा रहे हैं इसलिए मेरे पास YII बार के काल्पनिक भाग के रूप में प्रतिबल फ़ंक्शन है YII बार के शून्य से अधिक वास्तविक भाग के साथ YII डबल बार का वास्तविक हिस्सा है यदि आप याद करते हैं तो जो विलक्षण समाधान हमें प्राप्त हुआ था उसमें ZII बार का केवल यह शून्य से वास्तविक हिस्सा था ये दो पद अतिरिक्त हैं एक बार जब एयरी Airy's फ़ंक्शन को परिभाषित किया जाता है तो आपके लिए प्रतिबल फील्ड प्राप्त करना संभव है और मैं प्रतिबल क्षेत्र को केवल प्रतिबल फंक्शन के रूप में लिखूंगा मेरे पास सिग्मा x सिग्मा y टाऊ x y है और सिग्मा x इस रूप में दिया गया है YII के काल्पनिक भाग प्लस y गुणा YII प्राइम के वास्तविक भाग प्लस ZII प्राइम के वास्तविक भाग प्लस 2 काल्पनिक भाग ZII को और आपके पास सिग्मा y दिया गया है YII के काल्पनिक भाग को YII के वास्तविक भाग से गुणा करके ZII अभाज्य के वास्तविक भाग से गुणा किया गया है और शीयर प्रतिबल टाऊ x y के रूप में दिया गया है YII प्राइमरी का काल्पनिक हिस्सा ZII प्राइम प्लस का असली हिस्सा ZII का वास्तविक हिस्सा माइनस y गुना काल्पनिक है तो अब आपके पास सामान्यीकृत मोड II वेस्टरगार्ड समाधान है इसलिए यदि आप प्रतिबल फ़ंक्शन ZII और YII के रूप को देखते हैं तो आप एक श्रृंखला समाधान का निर्माण कर सकते हैं और क्या उल्लेख किया गया है प्रतिबल कार्य YII और ZII के समान रूप है जैसा कि उनके मोड I समकक्षों और क्या मोड मैं समकक्षों हैं मोड I समकक्षों में आपके पास यह फ़ंक्शन Z और Y श्रृंखला समाधान के रूप में दिया गया था तो आप इस तरह एक श्रृंखला समाधान के लिए जाने की जरूरत है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ZII का वास्तविक हिस्सा दरार फेसेस पर 0 है जहां सीमा स्थिति को संतुष्ट करना है मोड I स्थिति के समान यहाँ भी YII का काल्पनिक भाग 0 पर 0 के बराबर y होना चाहिए और हम उस प्रकार के प्रतिबल क्षेत्रों को भी देखते हैं जो हमने मोड I के लिए देखा था कुछ इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप इसे मोड II से बाहर करें और अभिव्यक्ति इस तरह हैं आपने इन अभिव्यक्ति को भी लिखा है और मैंने कहा कि वे बहुत बेढब हैं हमने छह शब्दों के लिए विलियम्स ईगेन समाधान परिणाम भी लिखे हैं उन्हें लिखना भी बहुत मुश्किल था अब हम एटलुरी और कोबायाशी द्वारा दिए गए समाधान को और देखेंगे और वे प्रतिबल क्षेत्र अभिव्यक्ति का सबसे सुरुचिपूर्ण रूप हैं और आपको इसे बहुत सावधानी से लिखना होगा मेरे पास सिग्मा x सिग्मा y टाऊ x y है तो ये अभिव्यक्ति केवल कार्टेशियन प्रतिबल घटक देते हैं और यह दो श्रृंखलाओं के योग के रूप में दिया गया है गुणांक A में शामिल पहली श्रृंखला दूसरी श्रृंखला में A IIn शामिल है तो पहली श्रृंखला मोड I भार के लिए होती है जहां मोड II भार के लिए श्रृंखला के दूसरे शब्द के रूप में होती है और n 1 से अनंत तक भिन्न होता है मेरे पास 2 A में r पावर n माइनस 2 है जिसे 2 से विभाजित किया गया है और सिग्मा x के लिए 2 प्लस माइनस 1 पॉवर n प्लस n2 कॉस n2 माइनस 1 थीटा माइनस n2 माइनस 1 गुणा कॉस n2 माइनस 3 थीटा और सिग्मा y प्रतिबल टर्म के लिए यह 2 माइनस माइनस 1 व्होल पॉवर n माइनस n2 है जो 2 से गुणा किया गया है कॉस n2 माइनस 1 थीटा प्लस n2 माइनस 1 गुणा कॉस n2 माइनस 3 थीटा से और शियर प्रतिबल के लिए यह माइनस माइनस 1 पॉवर n प्लस n2 से गुणा साइन n2 माइनस 1 थीटा प्लस n2 माइनस 1 साइन n2 माइनस 3 थीटा देखें आपको एक बात नोटिस करनी होगी मैं सामान्य अभिव्यक्ति के संदर्भ में मोड I प्रतिबल क्षेत्र के साथ साथ मोड II प्रतिबल क्षेत्र है जब मैं n बदलता हूं तो मुझे दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म और इसी तरह मिलेगा मैं समीकरणों के सेट को आसानी से कम्प्यूटरीकृत कर सकता हूं वह लाभ नंबर एक है और एक और पहलू है यह कम्प्यूटरीकरण के लिए आसान है और आपको क्या देखना है यह समाधान पहले प्रायोगिक यांत्रिकी की हैंडबुक में बताया गया था और इसमें एक या दो छोटी टंकण त्रुटियां थीं यहां तक कि माइनस या प्लस साइन या कॉस में एक परिवर्तन भी कहर का कारण बन सकता है तो इन भावों को संपादित किया जाता है वे यथासंभव सटीक हैं और इनका उपयोग जटिल समस्या स्थिति के लिए फ्रिंज पैटर्न को फिर से संगठित करने के लिए किया जाता है जिसे हम इस वर्ग में भी देखेंगे इसलिए इन अभिव्यक्ति को यथासंभव सटीक रूप से लिखने में थोड़ा समय लें क्योंकि ये समीकरण सत्यापित हैं किसी भी टाइपोग्राफिकल त्रुटियों से मुक्त मोड II के लिए माइनस n का समन जो बराबर है 1 से अनंत n2 A IIn r पॉवर n माइनस 22 और सिग्मा x के लिए 2 माइनस माइनस 1 पॉवर n प्लस n2 गुणा साइन n2 माइनस 1 थीटा माइनस n2 माइनस 1 साइन n2 माइनस 3 थीटा और सिग्मा y के लिए यह 2 प्लस माइनस 1 पावर n माइनस n2 गुणा साइन n2 माइनस 1 थीटा प्लस n2 माइनस 1 साइन n2 माइनस 3 थीटा माइनस गुणा माइनस 1 पॉवर n माइनस n2 कॉस n2 माइनस 1 थीटा माइनस n2 माइनस 1 गुणा कॉस n2 माइनस 3 गुणा थीटा और आप फिर से अभिव्यक्ति को देख सकते हैं सुनिश्चित करें कि आपकी अभिव्यक्ति में कोई संकेत परिवर्तन या साइन या कॉस परिवर्तन नहीं हुआ है और गुणांक कैसे परिभाषित किए जाते हैं देखें हम एक या दो गुणांक में रुचि रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि KI और KII क्या है और मोड I स्थिति के लिए सिग्मा x प्रतिबल क्षेत्र में दूसरा टर्म हमने इसे सिग्मा नॉट x के रूप में लेबल किया Series Solution of stress Field by Atluri and Kobayashi एटलुरी और कोबायाशी द्वारा प्रतिबल क्षेत्र का श्रृंखला समाधान गुणांक उन मात्राओं से कैसे संबंधित हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं तो वह यहाँ दिया गया है मेरे पास AI 1 है जिसे K Iरूट 2 पाई द्वारा दिया गया है कृपया इसे लिखें और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है A I से जुड़े शब्द मोड I भार से मेल खाते हैं A II से जुड़े शब्द मोड II भार से मेल खाते हैं और AII 1 माइनस KIIरूट 2 पाई से संबंधित है यह माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ऐसा ही लिखा है तो मुझे पता चल सकता है कि क्या मैं गुणांक को जानता हूं भाग के रूप में समाधान मुझे पता चल सकता है कि KII और KI क्या है और सिग्मा एक्स सीरीज़ में दूसरा टर्म इस तरह से सिग्मा नाट x से संबंधित है 4 AI2 बराबर माइनस सिग्मा नॉट x है Photoelastic and Holographic fringe patterns of Mode I मोड I के फोटोइलास्टिक और होलोग्राफिक फ्रिंज पैटर्न और हम इन अभिव्यक्ति की उपयोगिता देखेंगे अब इतनी लंबी अभिव्यक्ति दिखाना आपको उत्साहित करने वाला नहीं है आप बस इन एनिमेशन का अवलोकन करें और जो आप दाईं ओर देखते हैं वह प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त फ्रिंज पैटर्न है मेरे पास एक दरार है मेरे पास झुका हुआ लूप के साथ साथ फ्रंटल लूप भी है और बाईं ओर आपके पास प्रयोगों से प्राप्त समाधान है जो एक अधिक निर्धारक न्यूनतम वर्ग पद्धति द्वारा किया जाता है और श्रृंखला समाधान में टर्म्स की संख्या में वृद्धि हुई है आप गौर करेंगे यह चार मापदंडों पांच मापदंडों छह मापदंडों सात मापदंडों और आठ मापदंडों के लिए है और आप यह भी गौर कर सकते हैं कि KI और सिग्मा नॉट x के मान मापदंडों की संख्या के एक फंक्शन के रूप में बदलते हैं अब जो मैं आपको दिखना चाहता हूं वह है मैं इस चित्र को बड़ा करूंगा आप जानते हैं आप लाल बिंदु देखते हैं ये लाल बिंदु प्रयोग से चुने गए बिंदु हैं तो यह आपके एल्गोरिथ्म का इनपुट है यदि समय हो तब पाठ्यक्रम के अंत में हम एल्गोरिथ्म को देखेंगे अन्यथा आप संदर्भ को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एल्गोरिथ्म क्या है तो विचार यह है ये सभी प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त बिंदु हैं और इन आंकड़ों से आप श्रृंखला गुणांक का मूल्यांकन करते हैं श्रृंखला गुणांक का उपयोग करके फ्रिंज पैटर्न को फिर से प्लॉट करें क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतम शियर प्रतिबल की गणना कैसे की जाती है और आप यह भी जानते हैं कि दी गई समस्या के लिए सामग्री प्रतिबल फ्रिंज मूल्य क्या है इसका उपयोग करके फ्रिंज पैटर्न को फिर से बनाना संभव है विचार यह है कि पुनर्निर्मित फ्रिंज पैटर्न प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त आंकड़ों से निकटता से मेल खाना चाहिए इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक निरिक्षण करें जैसे कि शब्दों की संख्या कैसे परिवर्तन के ज्यामितीय विशेषताओं में परिवर्तन होता है और जैसे जैसे शब्दों की संख्या बढ़ेगी आपको प्रयोगात्मक डेटा के साथ ज्यामितीय फ्रिंज पैटर्न का मिलान मिलेगा इसके साथ ही KI और सिग्मा नोट x के मूल्यों में भिन्नता पर भी ध्यान दें मोड I स्थिति के मामले में ये 2 प्रासंगिक मापदण्ड हैं इसलिए मैं एनीमेशन दोहराऊंगा तो यह पांच मापदंडों के लिए जा रहा है छह मापदंडों पर आप कंटूर मैच को जानते हैं आप सात और आठ पाते हैं शायद ही कोई बदलाव हो इसलिए छह मापदंडों से परे जो कुछ भी जटिल फ्रिंज कंट्रोवर्स हैं जो आप एक प्रयोग में देखते हैं आपके पोस्ट संसाधित परिणामों से बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया गया है और KI और सिग्मा नोट x का अंतिम मूल्य यहां दिया गया है KI 0656 MPa रूट मीटर और सिग्मा नोट x 2919 MPa है और हम देखेंगे कि 2 मापदण्ड समाधान के मामले में क्या होता है हम दो मापदण्ड समाधान से शुरू करते हैं हम वेस्टरगार्ड के विलक्षण समाधान से शुरू नहीं करते हैं हमने कहा कि छोटी दरार के लिए भी मैं वेस्टरगार्ड के विलक्षण समाधान पर भरोसा नहीं कर सकता मेरे पास न्यूनतम 2 मापदण्ड हैं इसलिए जब मेरे पास न्यूनतम 2 मापदण्ड हैं तो मैं क्या निरीक्षण करूं मैं केवल आगे झुका हुआ छोरों को प्राप्त करता हूं और फ्रिंज प्रयोगात्मक डेटा के साथ मेल नहीं खा रहे हैं आप कई स्थानों पर लाल डॉट्स देखते हैं और K का मान क्या है K केवल 0445 है जहां जबकि सिग्मा नॉट x काफी अधिक है देखें कि क्या मैं दो टर्म समाधान लेता हूं और यदि मेरा K वही है जो मुझे छह टर्म समाधान के साथ मिलने वाला है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो आप यहां पाते हैं वह छह अवधि का समाधान K को 0656 कर देता है यहां यह आठ अवधि के समाधान के लिए जो है वो 2 टर्म्स के समाधान के लिए K से अधिक है इसलिए जो निश्चित रूप से कहता है कि आपको उच्च क्रम की शर्तों के लिए जाने की आवश्यकता है अन्यथा KI मूल्यांकन गलत है यही नहीं हमने पर्याप्त चर्चा में देखा है कि लोगों ने दूसरे टर्म को विभिन्न तरीकों से देखा है और हम कह रहे हैं आपको अपने समाधान के हिस्से के रूप में दूसरा टर्म मिलना चाहिए जो भी समाधान देता है आपको उसे लेना पड़ सकता है अगर मैं दो टर्म समाधान लेता हूं तो मुझे सिग्मा नॉट x 4436 मिलता है लेकिन यह स्थिर नहीं रहता है दो टर्म समाधान स्थिति को मॉडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए सिग्मा नॉट x को फार फील्ड प्रतिबल फील्ड के बराबर मानने वाली उस तरह की चर्चा पूरी तरह से सही नहीं है आइए हम देखें कि तीन टर्म समाधान क्या होता है तो तीन मापदंडों के लिए K में परिवर्तन होता है सिग्मा नॉट x में परिवर्तन है और आप पाते हैं कि अग्रिम लूप बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं आप चार पदों पर जाते हैं अग्रिम छोरों के गठन के समान है और आप पाते हैं कि K लगातार बढ़ रहा है और सिग्मा नोट x कम हो रहा है पांच टर्म्स में यह थोड़ा बेहतर है और अगर मेरे पास छह पद हैं तो सभी फ्रिंज फीचर देख सकते हैं और 6 टर्म्स से परे आप क्या पाते हैं समाधान स्थिर हो जाता है आप जानते हैं कि यह एक गैर रैखिक न्यूनतम वर्ग विश्लेषण द्वारा किया जाता है गुणांक AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 उनकी गणना प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर की गई यह एक बहुत ही परिष्कृत एल्गोरिदम है उसके आधार पर आप फिर से प्लॉट करते हैं और आप इस समस्या के लिए खोज करते हैं मॉडल के लिए कम से कम 6 मापदण्ड आवश्यक हैं और जब आप लीस्ट वर्ग दृष्टिकोण रखते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका अंतिम समाधान सही है यहां यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा अंतिम समाधान प्रयोग के साथ मेल खा रहा है फ्रिंज पैटर्न का पुनर्निर्माण किया जाता है और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि हम एक उचित न्यूनतम में परिवर्तित हो गए हैं ताकि समाधान वास्तव में प्रतिबल क्षेत्र का प्रतिनिधि हो अब आप पाते हैं कि ज्यामितीय विशेषताओं में काफी भिन्नता है हम यह भी देखेंगे कि होलोग्राफी के मामले में क्या होता है आप दो मापदंडों तीन मापदंडों चार के लिए फ्रिंज को किस तरह से बदलते हैं इसे देखें मापदण्ड पांच मापदण्ड और छह मापदण्ड और तुम क्या पाते हो आप ज्यामिति में एक बड़ा परिवर्तन नहीं पाते हैं देखें हम दरार की समस्या के लिए चर्चा कर रहे हैं हम चाहते थे कि टाऊ x y दरार अक्ष पर 0 हो वेस्टरगार्ड समाधान ने आश्चर्यचकित कर दिया कि टाऊ अधिकतम भी 0 है जो आकस्मिक है हम यह नहीं चाहते थे जबकि प्रयोग से पता चलता है कि दरार अक्ष के साथ अधिकतम शियर प्रतिबल की भिन्नता है जो कि छह अवधि के समाधान के लिए जाने पर खूबसूरती से देखा जाता है तो अंतिम समझ ये है यह वांछनीय है कि आप बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समाधानों के लिए जाएं और प्रतिबल क्षेत्र के आधार पर गुणांक का मूल्यांकन करें और इसी तरह हमें फ्रैक्चर यांत्रिकी में समीकरणों को देखना होगा और हम अगली कक्षा में एक से अधिक उदाहरण भी देखेंगे हम बहु मापदण्ड विस्थापन क्षेत्र समीकरण भी देखेंगे और आपने वेस्टरगार्ड सामान्यीकृत वेस्टरगार्ड फिर विलियम के ईगन फ़ंक्शन फिर एटलुरी कोबायाशी को देखा है वे अलग नहीं हो सकते विशिष्टता प्रमेय कहता है कि आपके पास एक समस्या का एक समाधान होना चाहिए इसलिए हम गुणांक के बीच की पहचान को भी देखेंगे वास्तव में अगली कक्षा में मैं चाहूंगा कि आप इनमें से कुछ फ्रिंज पैटर्न को स्केच करें आपको इन फ्रिंज पैटर्न को अपने नोट्स के हिस्से के रूप में भी रखना होगा तो इस वर्ग में हमने जो देखा था वह हमने बहु मापदण्ड प्रतिबल क्षेत्र समीकरणों पर देखा था यद्यपि हम विस्थापन क्षेत्र देखना चाहते थे हम इसे अगली कक्षा के लिए स्थगित कर देंगे बहुत कुछ लिखना है आपको और ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि आप उन्हें किताबों में न पाएं इसलिए ये समीकरण तब काम आएंगे जब आपको उनकी जरूरत होगी धन्यवाद